पिछली कक्षा के छात्रों का स्वागत करें जहां हम इन्वेंट्री प्रबंधन पर चर्चा कर रहे थे हमने वृद्धिशील विश्लेषण की अवधारणा सीखी इसलिए हमें कुछ और मामलों के बारे में चर्चा करनी होगी इन्वेंट्री प्रबंधन लेकिन मैंने सोचा कि सबसे पहले हमें सभी महत्वपूर्ण अवधारणाओं को करना चाहिए और यदि समय बाद में अनुमति देता है तो हम कुछ मामलों पर भी चर्चा कर सकते हैं विभिन्न संपत्तियों का प्रबंधन इसलिए इन्वेंट्री के लिए या कहें कि इन्वेंट्री का प्रबंधन या सीखना कैसे एक मौजूदा संपत्ति के रूप में इन्वेंट्री का प्रबंधन करने के लिए मैं यहां रुकूंगा और पहले मैं सभी मौजूदा परिसंपत्तियों के प्रबंधन को पूरा करूंगा जैसे प्राप्य नकद अन्य संपत्ति और फिर हम वर्तमान देनदारियों सहज वित्त के प्रबंधन के बारे में जानेंगे और फिर कार्यशील पूंजी वित्त के स्रोत और उसके बाद भी हमारे पास अभी भी समय है कुछ मामलों पर भी चर्चा कर सकते हैं शायद कुछ मामलों में सूची या प्राप्य पर मैं उठा लूंगा बाद के चरण में लेकिन यहाँ फिलहाल मैं रुक रहा हूँ जैसा कि इन्वेंट्री प्रबंधन का संबंध है और संक्षेप में आप संक्षेप में देख सकते हैं कहते हैं कि महत्वपूर्ण घटक जो हमें सीखना चाहिए या प्राथमिक में महत्वपूर्ण हिस्सा होना चाहिए प्रबंधन जो हमें सीखना चाहिए कि वित्तीय प्रबंधक का अंतिम उद्देश्य शायद है वित्तीय या संचालन उत्पादन विभाग के लोगों के लिए इष्टतम होना चाहिए इन्वेंट्री में निवेश सही तो किस तरह से हम इन्वेंट्री में इष्टतम निवेश का फैसला करते हैं जो फर्म पर निर्भर करता है लेकिन हमें इस बात का विश्लेषण करना होगा कि न तो हमें अतिरिक्त वहन करना होगा और न ही उसे संभालना होगा लागत और न ही हमें किसी भी स्टॉक आउट लागत का भुगतान करना होगा इसलिए हमें सभी ग्राहक की सेवा करने में सक्षम होना चाहिए की जरूरत भी है हमारे पास इन्वेंट्री की राशि भी हमारे पास होनी चाहिए और हम अत्यधिक मात्रा में इन्वेंट्री में भी निवेश नहीं किया गया है और कोई भी ऑर्डर अन सम्मानित या अनमैट नहीं हो रहा है तो इस तरह से निवेश का सही स्तर तय करना होगा और किसी भी मामले में अगर वह समस्या कहता है कि हम बिक्री खो रहे हैं क्योंकि हम बहुत तंग हो रहे हैं उस स्थिति में इन्वेंट्री नीतियां हम सोच सकते हैं या हम वृद्धिशील विश्लेषण का उपयोग कर सकते हैं वृद्धिशील विश्लेषण जैसा कि हमने देखा है और हमने इस बारे में चर्चा की है कि यदि कोई प्रतिबंध है बैंक द्वारा कार्यशील पूंजी की आपूर्ति तो उस विशेष स्थिति से कैसे निपटा जाए सो हम् इन्वेंट्री के प्रबंधन के बारे में कुछ सीखा और मैं फिर कहूंगा कि महत्वपूर्ण तकनीक जिसे हमें भारत जैसे पर्यावरण में उपयोग करना चाहिए या भारत जैसा विनिर्माण वातावरण EOQ वैध और बहुत उपयोगी तकनीक है और हम आर्थिक आदेश मात्रा पर इष्टतम स्तर या बाहर काम करने के लिए उस पर निर्भर होना चाहिए सामग्री की आर्थिक मात्रा जिसे हमें हर समय बनाए रखना है इसलिए मैं यहां रुकता हूं और फिर अब मैं अगली परिसंपत्ति या प्रबंधन के बारे में उसी सीख के साथ आगे बढ़ूंगा अगले महत्वपूर्ण वर्तमान संपत्ति किसी भी कंपनी की उक्त बैलेंस शीट में अगली महत्वपूर्ण चालू संपत्ति खाते हैं प्राप्तियों हमारे पास नकद राशि है आपके पास अग्रिम भुगतान भी है हमारे पास कुछ अन्य चीजें भी हैं इसलिए अब हम खातों की प्राप्ति के बारे में बात करने जा रहे हैं तो जब आप के बारे में बात करते हैं प्राप्य खातों मैं उस पर एक प्रकाश फेंकना चाहूंगा जो आपके पास बैलेंस शीट में हो सकता है देखा कि अलग अलग वर्तमान संपत्ति हैं या यदि आप बैलेंस शीट देखते हैं तो आप पाएंगे अलग वर्तमान संपत्ति हमारे पास शीर्ष की इन्वेंटरी है जिसकी लंबाई के बारे में हमने बात की थी कि हमारे पास खाते हैं प्राप्य तब हम विविध ऋणी हैं तब हमारे पास अग्रिम भुगतान उन्नत जमा राशि है इसलिए और फिर हमारे पास नकदी और कुछ अल्पकालिक निवेश भी सही हैं इस स्थिति में इस मामले में आप अलग से दिए गए खातों की प्राप्ति के बारे में बात करते हैं और फिर आप ऋणी ऋणी के बारे में बात करते हैं आप उन्नत भुगतान के बारे में बात करते हैं ये सभी खाते प्राप्य की श्रेणी में हैं प्राप्य खाता एक बड़ा शब्द है एक व्यापक शब्द है और इसमें विविध ऋणी भी शामिल हैं अग्रिम भुगतान सही शामिल करें इसलिए इन सभी संपत्तियों को हमें प्रबंधन करना सीखना होगा प्राप्य प्रबंधन की श्रेणियां क्योंकि जब आप उस और खातों के बारे में बात करते हैं जब हम क्रेडिट राइट पर बेचते हैं तो रिसीव बैलेंस शीट में दिखाई देते हैं यह क्रेडिट बिक्री का परिणाम है इसलिए जब हम क्रेडिट पर बेचते हैं तो हम देखते हैं कि खाते प्राप्य हैं बैलेंस शीट में आते हैं लेकिन यह प्राप्य खातों के रूप में नहीं है जिन्हें वे विविध ऋणी कहते हैं इसलिएऋणी प्राप्य खातों के हिस्से हैं प्राप्य खाते एक बड़ा शब्द है खाता क्षमा करें यह प्राप्य खाता है इसलिए प्राप्य खाते एक बड़ा शब्द है और यह है कई चीजें शामिल हैं और कई चीजों में यह प्राप्य है एसी नहीं यह एआर है तो क्रेडिट की बिक्री खातों की प्राप्ति को जन्म देती है लेकिन खातों की प्राप्तियों में कई अन्य शामिल हैं चीजें और यह भी कि वर्तमान संपत्ति जो बैलेंस शीट में आती है बैलेंस शीट में दिखाई देती है क्योंकि क्रेडिट बिक्री को ऋणी ऋणी कहा जाता है विविध ऋणी भी के हिस्से प्राप्य खाते और फिर उदाहरण के लिए आप अग्रिम भुगतान के बारे में बात करते हैं अग्रिम उदाहरण के लिए भुगतान हम इस तरह के उत्पाद का निर्माण कर रहे हैं जहां कच्चा माल है बहुत डरा रहे हैं बाजार में एकाधिकार की स्थिति है जहां तक कच्चे की आपूर्ति है सामग्री का संबंध है सभी तरह के कच्चे की आपूर्ति के लिए केवल एक कंपनी या दो कंपनियां बाजार में उपलब्ध हैं सामग्री और उस सामग्री के सभी उपयोग उन कंपनियों पर निर्भर होते हैं तो उस मामले में हम यह सुनिश्चित करना चाहते हैं कि सामग्री की आपूर्ति हमेशा समय पर हो और हम नियमित न हों उत्पादन रोकना हम केवल सामग्री की इच्छा के लिए उत्पादन को रोकने के लिए उपयोग नहीं किए जाते हैं उस कारण से हम अग्रिम भुगतान करते हैं तो जब आप उस मामले में अग्रिम भुगतान करते हैं तो क्या होता है हम फिर से बना रहे हैं किसी भी प्रकार के अग्रिम भुगतान को प्राप्य खाते चाहे हम आपूर्ति सामग्री बना रहे हों क्या हम इसे कंपनी के कर्मचारियों के लिए बना रहे हैं उदाहरण के लिए किसी के कहने पर कंपनी के अग्रिम वेतन निश्चित कारण की वजह से तो उस मामले में भी है प्राप्य अधिकार खातों इसलिए हमारे पास इस खाते की तरह उत्पादक वितरण प्रणाली थी इस ओर से प्राप्य आते हैं और अग्रिम भुगतान प्राप्य खाते उत्पन्न करते हैं इस तरफ से सही तो इसका मतलब है कि जब हम आपूर्तिकर्ता को भुगतान कर रहे हैं तो हमें उस भुगतान को पुनर्प्राप्त करना होगा आपूर्तिकर्ता से बाद की तारीख से आपूर्तिकर्ता से सामग्री प्राप्त करके और जब आप हों यहाँ वितरकों को तैयार माल की आपूर्ति करना तो हमें यह प्राप्त करना है वितरकों को माल क्रेडिट पर दिया जाता है इसलिए हमें फिर से उन की कीमत वसूल करनी होगी माल भी है तो इसका मतलब है कि दोनों स्थितियों में हम दोनों पक्षों के खाते रसीदें तैयार की गई हैं या वे अपनी उपस्थिति के लिए आ रहे हैं और अंत में वे बैलेंस शीट पर आते हैं क्योंकि हम कहते हैं कि प्राप्य खातों के रूप में हम कहते हैं कि हम ऋणी ऋणी हैं जिसे हम अग्रिम कहते हैं भुगतान तो इन परिसंपत्तियों या इन भुगतानों या इन लेनदेन या खातों के सभी प्रकार बैलेंस शीट में दिखाई देना या एक श्रेणी के तहत कवर किया जाता है जिसे नीचे कहा जाता है प्राप्य खाते तो इसका मतलब है कुल खातों में से कुल प्राप्य खातों की कुल प्राप्ति भारतीय स्थिति में कहते हैं कि लगभग 50 खाते प्राप्य हैं क्योंकि कर्जदार कर्जदार हैं इसलिए उदाहरण के लिए आप सभी चीजें बैलेंस शीट में दी गई हैं उदाहरण के लिए कहें कि हमारे पास एक बैलेंस शीट है यह बैलेंस शीट है और यह निचला भाग है हमारे पास इनवेंटरी है और फिर हमारे पास प्राप्य खाते हैं तो हमारे पास तब ऋणी हैं हमारे पास अग्रिम भुगतान सही है वर्तमान में हमारे पास मौजूद अन्य सभी परिसंपत्तियां यह सही है अगर हम इस संपत्ति के बारे में बात कर चुके हैं तो यह पहली संपत्ति है और अगली बात खातों की है प्राप्य अधिकार और उदाहरण के लिए यहां दी गई प्राप्य राशि का कहना है कि 100 इस शेष राशि में शीट खातों की प्राप्य राशि 100 दी गई और इस मामले में यदि आप बात करते हैं तो विविध ऋणी राशि फिर से 100 सही और अग्रिम है राशि 20 है इसलिए ये आंकड़े बैलेंस शीट में दिए गए हैं इसलिए यदि आपको केवल कवर करना है यह एक सिर जो प्राप्य खाता है तो आप इसे कितना दिखाते हैं आप 100 जोड़ देंगे 20 और यह बन जाएगा यह कुल राशि कितनी होगी हम इसे हटा देंगे नहीं अब बैलेंस शीट में दिखाई दें व्यक्तिगत रूप से वे बैलेंस शीट में दिखाई नहीं दे रहे थे तो यह कुल राशि 220 में से 220 सही हो जाएगी 100 विविध देनदार है और 20 है अग्रिम भुगतान और शेष 100 प्राप्य खाते हैं तो हम ये सब क्यों दिखाते हैं वर्तमान संपत्ति एक सिर के नीचे नहीं है जो प्राप्य है लेकिन हम इसे अलग के तहत दिखाते हैं हेड का कहना प्राप्य है क्योंकि यदि आप इसे खातों में दिखाते हैं तो प्राप्य 220 हो जाता है लेकिन हम यहां दिखा रहे हैं कि हम सबसे पहले जो कर रहे हैं वह प्राप्य विविध है देनदारों की राशि काफी बड़ी है इसी तरह एक अग्रिम भुगतान भी महत्वपूर्ण वर्तमान संपत्ति है और यह भी महत्वपूर्ण राशि है यदि यह एक महत्वपूर्ण राशि है तो इसका मतलब है कि इसे बैलेंस शीट में व्यक्तिगत रूप से दिखाना बेहतर है प्राप्य खातों के एक प्रमुख के तहत इसे क्लब करने के बजाय वे सभी प्राप्य खाते हैं लेकिन आपको उन्हें अलग करना होगा क्योंकि यहां उनका परिमाण काफी अधिक है इसलिए हम दिखा रहे हैं यहाँ 100 ऋणी है और यह 20 जमा राशि है क्योंकि अगर आप ही देंगे बैलेंस शीट में प्राप्य खाते और फिर फर्म को कार्यशील पूंजी वित्त या शायद उत्पन्न करने की तलाश में बाहर जाना पड़ता है अल्पावधि ऋण होने या बैंकों से नकद ऋण सीमा हो सकती है बैंकों को विश्लेषण करना होगा कंपनी की बैलेंस शीट कंपनी के पिछले तीन वर्षों की बैलेंस शीट से तो अगर यह नहीं है स्पष्ट रूप से बताया गया है कि प्राप्य खातों का गठन क्या है प्राप्य खातों का गठन क्या है उस स्थिति में बैंक क्रेडिट बिक्री की मात्रा का पता लगाने में सक्षम नहीं होगा बैंक नहीं होगा क्रेडिट बिक्री की मात्रा का पता लगाने और क्रेडिट बिक्री की मात्रा का पता लगाने में सक्षम है बहुत बहुत महत्वपूर्ण है क्रेडिट बिक्री की मात्रा का पता लगाना बहुत महत्वपूर्ण है उसी प्रकार बैंक यह पता नहीं लगा पाएगा कि आप पहले से कितना भुगतान कर रहे हैं कच्चे माल के आपूर्तिकर्ता क्योंकि आप इस तरह के उत्पाद के ऐसे प्रकार से निपटते हैं उद्योग जहां भुगतान अग्रिम भुगतान की आवश्यकता होती है इसलिए कभी कभी यह असुरक्षित स्थिति हो सकती है कि अगर हमने भुगतान नहीं किया है कंपनी नहीं मिलेगी फर्म को कच्चा माल नहीं मिलेगा और उत्पादन प्रक्रिया मिल सकती है बाधा और अगर यह उस स्थिति में बाधा बन जाता है तो यह एक परेशानी की स्थिति होगी तो इस मामले में यह व्यक्तिगत रूप से दिखाना बहुत अच्छा है क्योंकि विविध ऋणी सामने आ रहे हैं या दिखाई दे रहे हैं बैलेंस शीट क्रेडिट बिक्री और किसी भी वित्त पोषण एजेंसी वित्त के किसी भी स्रोत के कारण जिसे हम हैं वित्त के रूप में प्रदान करने का अनुरोध उन्हें यह जानना चाहिए कि क्रेडिट बिक्री की सीमा क्या है क्योंकि वे उसका विश्लेषण कर रहे होंगे कुल लाभ में से एक कंपनी जो लाभ और हानि खाते में दिखाती है कि कितना लाभ है नकद आधार और कितना लाभ है कोई क्रेडिट नहीं क्योंकि जब आप लाभ और हानि को तैयार करते हैं खाता यहां कहता है कि हम सभी जानते हैं कि लाभ और हानि खाता एक मामूली खाता और लाभ है जो लाभ और हानि खाते द्वारा दिखाया गया है वह वास्तविक लाभ नहीं है जो नाममात्र है लाभ सही है यह नाममात्र का लाभ है क्योंकि जब आप तैयार करते हैं कि यह आय विवरण है जिसे हम इसे कहते हैं आय विवरण के रूप में इसलिए यह आय स्टेटमेंट यहां हम आय स्टेटमेंट शुरू करते हैं जो हम ध्यान रखते हैं सामग्री श्रम और अन्य खर्च सही हम इन खर्चों को यहां लेते हैं और इस बार हम इस तरफ जब हम लेते हैं तो बिक्री और बिक्री से लेते हैं हम बिक्री को कभी नहीं दिखाते हैं कि नकदी के आसपास कितनी बिक्री है और कितने बिक्री क्रेडिट पर हैं उदाहरण के लिए हमने पूरे में 100 रुपये में बेचा है वर्ष जिसके लिए वे बैलेंस शीट और आय विवरण तैयार करते हैं और उसमें से 60 रुपये क्रेडिट की बिक्री है और 40 रुपये नकद है इसका मतलब अंत में है कर से पहले लाभ शुद्ध लाभ जो हम यहां दिखा रहे हैं कि उस लाभ में से कुल लाभ यहाँ 60 का लाभ भी नाममात्र है जो क्रेडिट पर भी है और जब आप दिखा रहे हैं क्रेडिट पर कर से पहले शुद्ध लाभ का इतना हिस्सा हमने महसूस नहीं किया है उस स्थिति में यह नहीं हो सकता है यह संभव है कि फर्म इस 100 क्रेडिट लाभ का एहसास कर सके लाभ नहीं जो अभी भी क्रेडिट पर है जो अभी भी प्राप्त करना बाकी है केवल बिक्री की गई है के लिए राशि प्राप्त नहीं हुई है इसलिए इसमें से केवल ४० प्रतिशत नकद लाभ ६० है क्रेडिट प्रॉफिट इस 60 क्रेडिट प्रॉफिट का एहसास होगा या नहीं यह सवाल होगा भविष्य में जवाब देने के लिए और हम सभी समझते हैं कि कुछ राशि है जिसे बुरा कहा जाता है ऋण सही है तो इसका मतलब है कि 60 में से 10 भी बुरे ऋण हैं और कुछ समय आपको देना होगा छूट या ऐसा कुछ जो 10 खराब ऋण है या अन्य कारणों से आप सक्षम नहीं हैं 5 की वसूली करने के लिए देनदार के लिए प्रावधान करने पर अधिक छूट देने के लिए या लिया कुछ भी इसका मतलब अंतिम है कि क्या होगा आपका लाभ 45 तक नीचे आ जाएगा इसलिए इसका मतलब है कुल लाभ 45 40 85 होगा इसलिए जो लाभ हम यहां 100 के रूप में दिखा रहे हैं वह घटकर 85 हो जाएगा तो बस जानने के लिए यह स्थिति या यह एक विशेष स्थिति इस विशेष स्थिति से निपटने के लिए कि हम क्या करते हैं बैलेंस शीट में दिखाए जाने वाले सभी खातों को प्राप्य श्रेणी के अनुसार और में दिखाया गया है कुल खातों में से भारतीय परिदृश्य में भारतीय खाते में प्राप्य खाते 50 के आसपास 50 प्राप्य है क्योंकि ऋणी ऋणी हैं प्राप्य खातों का आधा विविध ऋणी होने के कारण हमें यह जानना चाहिए कि एक कंपनी में कितने ऋणी हैं और यदि आप विविध देनदार की सीमा जानते हैं तो आप क्रेडिट लाभ की सीमा जानेंगे जो हमें अभी तक नहीं मिला है बिक्री पर वे वास्तविक लाभ नहीं हैं क्योंकि बिक्री होती है अभी भी क्रेडिट के आधार पर कहा जाता है कि इस कारण से ऋणी ऋणी हैं तो इसका मतलब है किसी भी फंडिंग एजेंसी या कोई भी बाहरी हितधारक हो सकता है कि आंतरिक भी लेकिन बाहरी हितधारकों के साथ बड़े पता कर सकते हैं कि कंपनी का समग्र वित्तीय स्वास्थ्य क्या है कंपनी के लिए अत्यधिक लाभदायक है लेकिन कंपनी की बिक्री का 80 क्रेडिट का मतलब 80 है लाभ भी क्रेडिट है इसलिए हमें इस प्रश्न का उत्तर देना है कि आखिर बैलेंस शीट में ऐसा क्यों है प्राप्य खाते हम सभी चीजों को एक साथ नहीं दिखाते हैं हमने इसे एकत्र किया ताकि हम कर सकें पता करें कि यदि आपने इसे इस बैलेंस शीट में समिट किया है तो कुल खातों में प्राप्य राशि होगी 220 बन जाइए लेकिन अगर आप इस 220 रुपए से बाहर हैं तो एक कर्जदार 100 कितना है उन्नत जमा राशि 20 कितनी है तो इसका मतलब है कि ये तीन चीजें खाते हैं प्राप्य और शेष 100 अन्य खाता प्राप्य है उदाहरण के लिए कुछ कहते हैं बिल फर्म द्वारा उठाए गए आवास बिल या शायद कभी कभी हमारे पास अन्य प्रकार के हो सकते हैं फंड्स जो हमने किसी को दिए हैं और हमें इन फंड्स को वापस प्राप्त करना है इसलिए इन्हें बुलाया जाएगा प्राप्त खाते तो इस विचार में से 220 100 केवल बिक्री है या विविध ऋणी 100 बाहर है विविध ऋणी और 20 अग्रिम जमा राशि हैं इसलिए अन्य खाते प्राप्य 100 हैं केवल इसलिए यह हमेशा बेहतर होता है और हम इसे शेष राशि में दर्शाते हैं शीट आपने सभी बैलेंस शीट देखी होगी तो आप बैलेंस शीट में देखेंगे कि हम खाता प्राप्य भी है हमारे पास ऋणी ऋणी भी हैं और हमारे पास अग्रिम जमा भी है या अग्रिम भुगतान भी लेकिन संक्षेप में वे सभी एक ही श्रेणी के तहत वर्गीकृत कहे जाते हैं और उनके खातों को प्राप्य अधिकार कहा जाता है हमें यह समझना होगा कि यह बहुत महत्वपूर्ण है वर्तमान संपत्ति इन्वेंटरी एक है और उसके बाद में तरलता के संदर्भ में या तरलता की कमी के संदर्भ में इस खातों को पहले प्राप्य के रूप में गिना जा सकता है जैसा कि मैंने आपको कुछ पिछले वर्ग को बताया था जब आप गणना कर रहे होते हैं तो त्वरित अनुपात की गणना करते समय प्राप्तियों को शामिल किया जाता है जब आप फर्म की तरलता की गणना कर रहे हों तो त्वरित अनुपात की गणना करना हम फर्म की तरलता स्थिति को समझने वाली तरलता की गणना कर रहे थे इसलिए हम जो कर रहे थे हम वर्तमान अनुपात त्वरित अनुपात और सुपर त्वरित अनुपात की गणना कर रहे हैं सही वर्तमान अनुपात जब हम वर्तमान देनदारियों द्वारा विभाजित कॉल करंट एसेट्स के साथ गणना करते हैं हम उस त्वरित अनुपात की गणना करते हैं जिसे हम वर्तमान संपत्ति ऋण सूची और वर्तमान द्वारा विभाजित करते हैं देनदारियां और फिर आप त्वरित अनुपात में नकदी के साथ साथ विपणन योग्य प्रतिभूतियों को ले जाते हैं वर्तमान देनदारियों द्वारा सही इस अनुपात को 133 1 माना जाता है इस अनुपात को 1 1 माना जाता है और इस अनुपात को 05 1 माना जाता है सही पहले कोई तरलता नहीं थी और जब कर्जदार कर्जदार खातेदार होते हैं हम भी वर्तमान अनुपात की गणना के लिए इन्वेंट्री की तरह कम या कम तरल थे सभी मौजूदा परिसंपत्तियों को ध्यान में रखते हुए त्वरित की गणना के लिए हम वर्तमान क्या कर रहे थे संपत्ति माइनस इन्वेंट्री माइनस अकाउंट रिसीवेबल्स हम उन्हें भी घटाते हैं और फिर हम हैं वर्तमान देनदारियों से विभाजित होने का मतलब है कि इसका मतलब है कि यह वर्तमान अनुपात और त्वरित था एसिड टेस्ट अनुपात का अनुपात हम इसे एसिड टेस्ट अनुपात भी कहते हैं लेकिन अब हम करंट से कर रहे हैं अब इस से वर्तमान संपत्ति है और हम वर्तमान में क्या कर रहे हैं जब हम वर्तमान की गणना कर रहे हैं त्वरित अनुपात हम केवल यह कर रहे हैं कि वर्तमान संपत्ति माइनस इन्वेंट्री वर्तमान से विभाजित है देनदारियाँ और इसीलिए अंगूठे का नियम भी कम हो गया है और अंगूठे का यह नियम यहां है अंगूठे का यह नियम अब 1 1 है पहले यह 15 1 था चूँकि खाते प्राप्तियां त्वरित अनुपात का हिस्सा थीं इसलिए हमने विविध को बाहर रखा है ऋणी या शायद खाते त्वरित अनुपात की गणना करने के लिए प्राप्त करते हैं और हम कैसे विचार करते हैं उन खातों को प्राप्य सूची की तुलना में अब वे जल्दी से नकद में परिवर्तित कर सकते हैं इन्वेंट्री की तुलना में कहीं अधिक बेहतर या जल्दी से नकदी में परिवर्तित होने का कारण यह है कि जैसा है हमने अतीत में भी चर्चा की है कि हमारे पास बैंकों से बिल में छूट की सुविधा है यदि हम नहीं हैं तो हम क्रेडिट पर बेच दिए गए हैं और आप अवधि 2 महीने के लिए हैं 60 दिनों के बाद भुगतान जारी करें लेकिन बिक्री करने के बाद 10 दिनों की बिक्री करने के बाद अगर फर्म को धन की आवश्यकता होती है फंड को पता है कि क्रेडिट खरीदारों से धन आएगा ओवर या यूं कहें कि देनदार 50 दिनों के बाद आएंगे क्योंकि हमने उन्हें 60 दिनों का क्रेडिट दिया है इसलिए एक तरीका यह है कि वे 60 दिनों से पहले भुगतान नहीं करेंगे क्योंकि यह दोनों द्वारा सहमत है 60 दिनों की अवधि उस स्थिति में फर्म बैंक जा सकती है और फर्म को बिलों में छूट मिल सकती है उन क्रेडिट बिक्री बिल फर्म द्वारा छूट प्राप्त की जा सकती है और समय के लिए फर्म धन जुटा सकती है इसलिए जो कुछ भी हो बिल वहाँ हैं तो क्या होता है कि आम तौर पर खातों के लिए कुल विविध क्रेडिट होते हैं प्राप्य मैं इसे कहते हैं वे तीन श्रेणियों में विभाजित हैं जो कि ए श्रेणी बी श्रेणी है और खातों की सी श्रेणी प्राप्य अधिकार बिल प्राप्त करने वाली फर्मों की एक श्रेणी बिल प्राप्त करने के कारण बैंक से छूट प्राप्त नहीं करना चाहती है बैंकों के लिए छूट एक महंगा मामला है लेकिन यह फर्मों को धनराशि जुटाने में मदद करता है इनकी आवश्यकता होती है और जब यह होता है तब फर्म अपने विभिन्न हितधारकों को भुगतान करने में सक्षम होती है हो सकता है और फर्म तकनीकी दिवाला की स्थिति से बचने में सक्षम है तो यह ठीक है लेकिन वहाँ है एक बहुत महंगा लेनदेन क्योंकि पहला बैंक आपको 80 बिल देगा तो आपको करना होगा क्रेडिट अवधि समाप्त होने तक 20 की प्रतीक्षा करें और भुगतान विविध देनदार या देनदार और लोगों द्वारा किया जाता है कि भुगतान बैंक आता है यदि हम 50 दिनों की अवधि के लिए चर्चा कर रहे हैं तो उदाहरण के लिए ब्याज की अवधि के लिए ब्याज वसूलेंगे फंड बैंक द्वारा दिए जाते हैं बैंक 50 की उस अवधि के लिए उच्च दर पर ब्याज वसूल करेगा दिन और उस राशि के लिए जो यह राशि है जिसका उपयोग 80 है जो फर्म को दिया जाता है तुरंत और इसके अलावा बैंक कमीशन और प्रशासनिक शुल्क भी वसूलते हैं तो इसका मतलब है कि यह बहुत महंगा मामला है अगर बिल की अच्छी श्रेणी है तो क्या होगा फर्म बैंकों से छूट प्राप्त नहीं करना चाहते हैं क्योंकि उन खातों पर पैसा खोना है प्राप्य जो पूरी तरह से सुरक्षित हैं और उन बिलों पर देय तिथियों पर भुगतान निश्चित रूप से है या यह निश्चित है कि भुगतान प्राप्त हो जाएगा पर आने के लिए बाध्य है बिलों की सी श्रेणी वे हैं जहां संदिग्ध खाते प्राप्य या विविध देनदार हैं जो काफी संदिग्ध हैं कि हमने किसी को अधिकतम करने की स्थिति में क्रेडिट पर बेच दिया है बिक्री इन्वेंट्री को रखने के अलावा हमारे साथ है जो हम उस इन्वेंट्री में कुछ को पारित कर चुके हैं वितरण चैनल क्रेडिट पर लेकिन इस बात पर संदेह है कि उनका समग्र प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा है अतीत हो सकता है कि 100 क्रेडिट बिक्री में से हम केवल 80 या 90 ही वसूल कर सकें क्या ऐसी संभावना है कि हम 10 खो सकते हैं तो वे खातों की सी श्रेणी हैं और बी श्रेणी के खाते हैं जो कह रहे हैं मध्यम क्रेडिट रेटिंग वे उस सामान्य मामले को सामान्य नहीं करते हैं जो वे डिफ़ॉल्ट करते हैं जो वे बनाते हैं देय तिथि पर भुगतान अगर कोई बहुत गंभीर समस्या है या बहुत गंभीर समस्या है और कंपनी की कुछ अप्रत्याशित समस्या है जिसकी कमी के कारण कंपनी को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है चलनिधि तब संभव होगी लेकिन आम तौर पर वे अच्छे खाते हैं लेकिन आम तौर पर वे अच्छे खाते ही नहीं बल्कि अच्छे खाते भी होते हैं और वे संदिग्ध होते हैं खातों आप कह सकते हैं कि थोड़ा सा संदेह इस से जुड़ा हुआ है जैसा कि मैंने आपको बताया है कि ए श्रेणी के खाते बहुत अच्छी हैं कंपनी उस पर कोई धन नहीं खोना चाहती ताकि वे ऐसा करें इन बिलों को बैंक से छूट नहीं मिलती है बिल बैंकों की सी श्रेणी नहीं चाहते हैं छूट क्योंकि बैंक वास्तव में नियत तारीख पर धन की प्राप्ति के बारे में संदिग्ध हैं तो यह केवल बिलों की बी श्रेणी है जो बैंक और फर्मों द्वारा छूट दी जाती है इन बिलों को प्राप्त करने के लिए इच्छुक हैं क्योंकि वे केवल अच्छी श्रेणी या मेले में हैं वर्ग तो यह राशि कम से कम उपलब्ध है इसका मतलब है कि कुछ समय आसानी से आपके पास हो सकता है फर्म के पास तरलता की कमी है और यदि भुगतान करने के लिए उनके पास कोई अन्य स्रोत नहीं है उनकी बकाया राशि इसलिए और वे ऐसी स्थिति नहीं चाहते हैं जिसे तकनीकी दिवालिया कहा जाए फर्मों उस स्थिति में वे क्या कर सकते हैं वे छूट वाले बिल प्राप्त कर सकते हैं और बी में बैंक में जा सकते हैं बैंक से छूट प्राप्त बिलों की श्रेणियां और इस समय और शो को चलाने के लिए देय तिथि जब भुगतान का एहसास होता है कि पूरा समायोजन हो गया है तो यह वहाँ रास्ता है इसलिए हमने किया है कि वर्तमान अनुपात की गणना करते समय अब प्राप्य खाते हैं अंश से निकाल दिया गया इसलिए केवल हम कुल वर्तमान संपत्ति से केवल सूची को घटाते हैं त्वरित अनुपात की गणना के लिए वर्तमान नहीं और इन्वेंट्री कम से कम तरल है जब आप बाजार में इन्वेंट्री नहीं बेच सकते हैं चाहता था तो उस मामले में कम से कम तरल वर्तमान संपत्ति है लेकिन जब वे कम से कम प्राप्य खाते बिल से छूट की सुविधा तरल बैंकों से नहीं थी यह त्वरित अनुपात का एक हिस्सा था बीमार तरल संपत्तियों के हिस्से की गणना के लिए वर्तमान परिसंपत्तियों से घटाना कहने का एक हिस्सा था त्वरित अनुपात की गणना करते समय वर्तमान परिसंपत्तियों से घटाया जाए लेकिन अब जब बैंकों से सुविधा मिल रही है तो हम बैंकों से छूट पा सकते हैं कभी कभी अब भारत में क्योंकि 1991 के बाद हमें कार्यशील पूंजी के कई अन्य स्रोत मिले हैं वित्त भी कुछ मामलों में जब बैंक कुछ बिलों पर छूट नहीं दे पाते हैं तो ये बिल हो सकते हैं अन्य स्रोतों से छूट मिली एक महत्वपूर्ण स्रोत जो बिल में छूट की सुविधा प्रदान करता है कारक है फैक्टरिंग सेवा और कारखाने की सेवाएं और फैक्टरिंग सेवाएं भारत में पहले से ही शुरू हो गई हैं वह उठा नहीं है लेकिन भारत में पहले से ही शुरू की गई सेवाओं और इस कारकों से बिलों में छूट मिल सकती है सेवाओं को प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में मैं कुछ समय बाद आपके साथ चर्चा करता हूं यदि बैंक उदार कार्यशील पूंजी प्रदान नहीं कर रहे हैं तो कारक फिर से विकल्प हैं एक भाग अब इस मामले में हम त्वरित अनुपात की गणना करते हुए इसे वर्तमान से घटा रहे हैं केवल इन्वेंट्री को घटाया जाता है न कि प्राप्य को क्योंकि अन्य प्राप्य सूची के लिए तुलना में थोड़ा अधिक तरल बन गए हैं वर्तमान अनुपात की गणना हम त्वरित अनुपात वर्तमान परिसंपत्तियों के लिए सभी मौजूदा परिसंपत्तियों को लेते हैं इन्वेंट्री लेकिन माइनस प्राप्य नहीं और सुपर क्विक रेशियो के लिए केवल कैश का ही ध्यान रखें प्लस बहुत ही अल्पकालिक प्रतिभूतियों विपणन योग्य प्रतिभूतियों और फिर हम चलनिधि अनुपात की गणना करते हैं इसलिए कहानी का एक हिस्सा है इस मामले में जब हम आय विवरण के बारे में बात कर रहे हैं तो हमने इस अवधारणा के बारे में बात की थी क्रेडिट प्रॉफिट इसीलिए सॉरी डेटर्स को बैलेंस शीट में अलग से दिखाना पड़ता है इसलिए कि कोई भी व्यक्ति या कोई भी वित्तीय संस्थान जो कंपनी की बैलेंस शीट का विश्लेषण करना चाहता है वे आसानी से कुल खातों को प्राप्त कर सकते हैं लेकिन क्रेडिट और कैसे खाते में भाग लेते हैं बहुत अग्रिम जमाओं ने शेष बना दिया है कि कैसे खाते प्राप्तियां हैं जो नहीं हैं अग्रिम जमा के कारण क्रेडिट के कारण तो इस मामले में हम यह देख रहे हैं कि भारतीय परिदृश्य में आपके 50 खाते प्राप्य हैं कुछ ऋणी शेष के कारण कुछ राशि उन्नत जमा के कारण है लेकिन अब हम एक प्रतिस्पर्धी स्थिति में हैं यहां तक कि अग्रिम जमा भी खत्म हो रही है और यहां तक कि आप देख रहे हैं कि यह क्रेडिट बिक्री भी कम हो रही है जब आप की बैलेंस शीट का विश्लेषण करते हैं कंपनी किसी भी कंपनी की बैलेंस शीट उठाती है और पिछले 2 3 4 वर्षों के लिए उसका विश्लेषण करती है हाल के दिनों में यदि आप देखते हैं कि खातों की प्राप्ति कम हो रही है क्योंकि कंपनियां अब कहती हैं कि क्रेडिट सेल्स में निवेश कम से कम करें और चूंकि अधिकांश में मैन्युफैक्चरिंग सब सेक्टर मैं सबसे ज्यादा में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के सब इंस्पेक्टर कहूंगा हमारे पास बहुराष्ट्रीय प्रदर्शन हैं इसलिए क्योंकि उनके अनुशासन के कारण उनके अच्छे गुणवत्ता वाले उत्पाद के कारण उत्कृष्टता और उनके विचार के कारण ग्राहक राजा है जो अपने उत्पाद को बड़े पैमाने पर अपने उत्पादों को नकदी में बेचने में सक्षम है इसलिए वे बाजार में एक स्थिति पैदा कर रहे हैं जहां सभी वितरण चैनलों को करना है नकदी पर इन कंपनियों से अधिकतम और फिर इसे बाजार में बेचने के लिए और वे हैं फिर से लक्ष्य को ठीक करते हुए यह भी कहा कि आप हमसे बहुत सी इकाइयाँ खरीदते हैं यदि आप हैं यदि आप हमारे साथ व्यापार करना चाहते हैं तो हमारे वितरक और डीलर आपको हमारे साथ यह करना है सबसे अच्छा संभव स्तर पर उत्कृष्ट स्तर इसलिए यदि आप हमसे खरीदते हैं तो आपको कोई क्रेडिट नहीं दिया जाएगा या यदि आप आपके लिए क्रेडिट देंगे तो समय की न्यूनतम अवधि और न्यूनतम राशि तो आपको और हमें इसे बेचना होगा बाजार में मासिक या शायद त्रैमासिक या शायद द्विमासिक रूप से और हर महीने हर 2 के लिए महीनों बाद आपको स्टॉक का इतना हिस्सा मिल जाएगा और आप शेयर को बाजार में बेच देंगे और आपने हमें नकद में भुगतान किया है या कभी कभी नकद में नहीं तो कम से कम अग्रिम जांच में इसलिए जब हम आपको सामग्री का ट्रक लोड भेजते हैं तो आप तुरंत अपने चेक का प्रतिनिधित्व करेंगे बैंक और हम अपना भुगतान एकत्र करते हैं इस वजह से बाजार में प्रतिस्पर्धा बढ़ गई और क्योंकि बाजार में वित्तीय अनुशासन बढ़ा है और की उपस्थिति के कारण बहुराष्ट्रीय कंपनियां जो बहुत बहुत कुशल हैं और जो कहने की स्थिति पैदा नहीं करती हैं क्रेडिट पर बेचने के क्रेडिट पर खरीद तो उस स्थिति में समग्र खाते प्राप्य हैं स्थिति में सुधार हो रहा है या यहां तक कि कर्जदार अग्रिम जमा राशि में कमी कर रहे हैं लेकिन फिर भी वे कम हो रहे हैं वहाँ हैं और यह एक ऐसा समय लगेगा जब यह नगण्य राशि से सबसे कम हो रहा है लेकिन फिर भी कंपनियों की बैलेंस शीट में आज खाते प्राप्य मौजूद हैं और कर्जदार कर्जदार मौजूद हैं जमा मौजूद है और हमें इस मौजूदा संपत्ति से निपटना होगा लेकिन फिर से मैं यहाँ पर सशक्त हूँ फिर से हमें खातों में प्राप्य निवेश में फिर से इष्टतम निवेश करना होगा बल्कि मैं कहूंगा कि प्राप्य खातों में न्यूनतम निवेश यदि संभव हो तो प्रयास करें अधिक से अधिक नकदी को कभी भी वितरकों डीलर या कंपनी को प्रोत्साहित न करें बाजार में सीधे बिक्री केवल उदाहरण के लिए स्थिति में क्रेडिट बिक्री को प्रोत्साहित न करें आप कहते हैं कि बाजार में उत्पाद बेचने का एक उत्पाद है जो कम बिक्री योग्य है बाजार जिसके उत्पाद के लिए मौजूदा बाजार पर्याप्त नहीं है कंपनी कोई पर्याप्त बाजार नहीं है तो हम क्रेडिट पर बेचने जा रहे हैं लेकिन मोटे तौर पर अगर आप अपने उत्पाद को बाजार में बेचना चाहते हैं तो यह नकदी पर होना चाहिए या यह चालू है नकद उदाहरण के लिए हम इलेक्ट्रॉनिक क्षेत्र के इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में बात करते हैं जो हमारे पास काफी हद तक 3 कंपनियां हैं भारत में परिचालन भारतीय कंपनियों सैमसंग सोनी और एलजी में परिचालन अच्छा है पर दूसरी तरफ हमारे पास वीडियोकॉन जैसी भारतीय कंपनियां हैं हमारे पास ओनिडा या कुछ अन्य कंपनियां हैं भी सैमसंग के लिए एक बाजार है जिसे हमें क्रेडिट पर बेचना चाहिए और आम तौर पर वे नहीं हैं क्रेडिट पर बेचना एलजी के लिए एक बाजार है इसलिए वे कोई क्रेडिट नहीं दे रहे हैं जो वे क्रेडिट पर नहीं बेच रहे हैं सोनी एक बाजार है गुणवत्ता उत्कृष्ट है इसलिए वे क्रेडिट पर नहीं बेच रहे हैं वीडियोकॉन के मामले में आप वीडियोकॉन के मामले में पाएंगे कि हम पाते हैं कि क्रेडिट अवधि बहुत अधिक है क्योंकि उनकी संख्या बहुत अधिक है बाजार में लोगों को उत्पाद आसानी से स्वीकार्य नहीं है अगर किसी को उत्पाद खरीदना है नकद क्यों नहीं उत्कृष्ट उत्पाद खरीदने के लिए यदि आप नकदी खरीदने जा रहे हैं तो उत्कृष्ट उत्पाद क्यों न खरीदें तो कुछ मामलों में यदि आप देखते हैं वीडियोकॉन और या ओनिडा की बैलेंस शीट का विश्लेषण करें और सैमसंग और एलजी की बैलेंस शीट को अंतिम रूप दें आप पाते हैं कि खातों में दिन रात का अंतर है शायद कर्जदार कर्जदार हो सकते हैं कुछ समय अग्रिम जमा भी अग्रिम भुगतान भी क्योंकि वीडियोकॉन को ज्यादातर बेचना है बाजार में उनके उत्पाद क्रेडिट पर हैं अन्यथा लोग उस नकदी को खरीदने के लिए तैयार नहीं हैं यदि आप देखते हैं कि सैमसंग बाजार में एक नाम है और लोग उत्पाद के बाद हैं ताकि वे बाजार में गुडविल को अपना ब्रांड नाम बना लिया है तो क्यों वे के रूप में क्रेडिट पर बेचना चाहिए उनके पास क्रेडिट भी है जो लेनदारों को बहुत कम से कम प्रोत्साहन राशि देते हैं वितरित डीलरों केवल कुछ समय के लिए लेकिन लंबी अवधि के लिए नहीं तो के रूप में नया प्रतिस्पर्धा बाजार में आ रही है नए बाजार में बाजार आ रहा है जिसे हम संरेखित कर रहे हैं भारतीय बाजार भारतीय निर्माता बाकी शब्दों के साथ वितरक संरेखित कर रहे हैं उस स्थिति में यह बाजार भी धीरे धीरे और निरंतरता से पूर्णता उत्कृष्टता और की ओर बढ़ रहा है समापन तो उस स्थिति में प्राप्य की सीमा बैलेंस शीट में कम हो रही है भारतीय कंपनियां भी लेकिन फिर भी यह पर्याप्त रूप से उच्च स्तर के लिए पर्याप्त है और हमें एक निर्माण करना होगा ऐसी स्थिति जहां अधिकांश उत्पादन बाजार में या उपभोक्ताओं को नकद में जा रहा हो इसलिए यदि आपको खातों में निवेश करना है तो प्राप्य न्यूनतम न्यूनतम निवेश करें और अधिकतम नकदी बेचने का प्रयास करें इसलिए मैं यहां रुकूंगा और कई अन्य दिलचस्प अवधारणाओं को छोड़ दूंगा खाता प्राप्य के प्रबंधन के बारे में हम अगली कक्षा में चर्चा करेंगे बहुत धन्यवाद बहुत